नमस्कार और सिक्योर सिस्टम इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम में इस व्याख्यान में स्वागत है पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने मेल्टडाउन पर भी हमला देखा था हमने स्पेक्टर को देखा इस वीडियो में वेरिएंट 2 के रूप में जाना जाने वाला एक और वेरिएंट है जिसे हम स्पेक्टर के इस दूसरे वेरिएंट फिर से देखेंगे क्योंकि हमने पहले देखा है कि यह वेरिएंट भी सट्टा निष्पादन पर आधारित है जो आधुनिक प्रोसेसर में मौजूद है और यह एक अन्य प्रक्रिया से गुप्त जानकारी को बाहर साफ करने के लिए इस सट्टा निष्पादन का फायदा उठाता है इसलिए वेरिएंट 2 में सेटअप इस प्रकार है कि हमारे पास एक पीड़ित का पता स्थान है इसलिए यह पीड़ित प्रक्रिया के process address space प्रक्रिया स्थान प्रोसेस एड्रेस स्पेस में है और हम यह मानते हैं कि इस प्रक्रिया स्थान के भीतर कुछ अंश हैं जिसमें कुछ गुप्त डेटा होता है ताकि हमलावर क्या करना चाहते हैं हमलावर वास्तव में स्पेक्टर हमले का उपयोग करके इस गुप्त डेटा को प्राप्त करना चाहता है तो पहली बात यह है कि हमलावर process court प्रोसेस कोर्ट अदालत में 2 क्षेत्रों की पहचान करेगा ताकि 1 में एक अप्रत्यक्ष कूदindirect jump इनडायरेक्ट जंप हो जो एक रजिस्टर मूल्य के आधार पर यहां दिखाया गया है और यह कूद कुछ विशिष्ट है स्पेक्टर गैजेट जो उपयोगकर्ताओं के पीड़ितों के पतेvictim ki address space विक्टिम एड्रेस स्पेस की जगह में मौजूद होता है इसलिए इस गैजेट में कुछ निर्देश शामिल होते हैं जो अनिवार्य रूप से गुप्त जानकारी की सामग्री को एक रजिस्टर में लोड करते हैं इसलिए हम जो देखते हैं वह यह है कि हमलावर एक बार इस अप्रत्यक्ष जंप का उपयोग गैजेट तक पहुंचने के लिए यहां जाएं और इस गैजेट में निर्देश हैं जैसे कि बाहर निकलना या ऐसा कुछ जो एक लोड निर्देश के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है जिसमें एक रजिस्टर में गुप्त डेटा शामिल होता है इसलिए वेरिएंट 2 अटैक के एक स्पेक्टर को माउंट करने के लिए हमलावर क्या करता है वह एक यूजर स्पेस के साथ अपना खुद का अटैक प्रोग्राम बनाता है कुछ इस तरह से तो हमलावर पहले यहां पर एक इंस्ट्रक्शन बनाएगा जिसमें है कुछ अप्रत्यक्ष शाखा है इसलिए ध्यान दें कि यह पता या इस विशेष स्थान का पता पीड़ित के पते की जगह में मौजूद अप्रत्यक्ष शाखा के समान है इसलिए यह भी मान लें कि हमलावर किसी गैजेट का पता जानता है और अपने स्वयं के पते में जगह की वापसी के साथ क्षेत्र जगह ले लेता है अब वह जो करता है वह यह है की उसी प्रोसेसर पर जहां विक्टिम प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है वहां हमलावर इस हमले को चलाएगा इसलिए यहाँ पर क्या होगा बार बार हमलावर इन अप्रत्यक्ष शाखाओं को बना देगा जो इस मेमोरी क्षेत्र से jump जंप छलांग लगाता है और वह लूप में आंतरिक रूप से ऐसा करता रहता है अब क्या होगा कि हमलावर प्रशिक्षण दे रहा है शाखा के भविष्यवक्ता को ताकि इस अप्रत्यक्ष शाखा के बाद का अगला निर्देश रिटर्न इंस्ट्रक्शन है तो ब्रांच प्रिडिक्टर उसके सीखने के तंत्र के आधार पर स्वचालित रूप से इस क्षेत्र से डेटा प्राप्त करना शुरू कर पाएंगे जैसे कि हम पहले देख चुके हैं और इस क्षेत्र में speculatively निर्देश को निष्पादित कर पाएंगे इस प्रोसेसर में भेद्यता यह है कि शाखा प्रेडिक्टर केवल एक एड्रेस स्पेस में वर्चुअल एड्रेस को देखता है और एक प्रक्रिया के वर्चुअल एड्रेस को अन्य प्रक्रिया से अलग करने में सक्षम नहीं है और अन्य प्रक्रिया तब क्या करता है जब यह पीड़ित प्रक्रिया की ब्रांच शाखा के भविष्यवक्ता को ब्रांच प्रिडिक्टर को एग्जीक्यूट करता है तब अपने शाखा लक्ष्य बफर को देखेगा और यह पता लगाएगा कि निष्पादित किया जाने वाला अगला पता इस पते से मेल खाता है और यह सट्टा लगाना शुरू कर देगा इसलिए याद रखें कि यह गैजेट जो पीड़ित के पते के स्थान पर मौजूद है वास्तव में लोड ऑपरेशन के बाद कुछ ऑपरेशन जैसे कि ऐड एक्जिट addexit या कुछ है जो कि पीड़ित के एड्रेस स्पेस से गुप्त डेटा को रजिस्टर में स्पेक्युलेटिव ली लोड करेगा और इस प्रक्रिया के दौरान जैसा कि हमने पहले के वीडियो में देखा है कि गुप्त डेटा की सामग्री कैश में मौजूद होगी और कैश स्थिति cache state कैश स्टेट को संशोधित करेगी और इसलिए कैश हिट और कैश मिस के लिए आवश्यक समय का उपयोग किया जा सकता है और इसलिए तकनीक जैसे कैश हिट और कैश मिस के लिए आवश्यक समय का उपयोग यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि गुप्त डेटा वह है जो हमने यहां देखा है कि यह वैरिएंट 2 में पूरी तरह से अलग प्रक्रिया का उपयोग करने वाले हमलावर को विशेष रूप से खुद का पता स्थान में अप्रत्यक्ष शाखा में शिल्प करने में सक्षम है और प्रोसेसर में ब्रांच प्रेडिक्टर को सट्टा लगाने के लिए साफ करें अब ताकि यह अटकल speculation स्पैक्यूलेशन गुप्त डेटा को एक रजिस्टर A में लोड करने के लिए मजबूर कर दे जिसका उपयोग पीड़ितों के पते victim address space विक्टिम एड्रेस स्पेस की सामग्री कंटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है इसलिए पिछले वर्ष में मेल्टडाउन निरीक्षकों के लिए कई अलग अलग काउंटर मेजर विकसित हुए हैं वास्तव में मेल्टडाउन को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एड्रेस स्पेस के पुनर्गठन पर आधारित था ताकि 2018 से पहले सामान्य अभ्यास यह था की उपयोगकर्ता और कर्नेल स्थान को विशेष रूप से इस तरह से व्यवस्थित किया गया था इसलिए हमारे पास वर्चुअल एड्रेस स्पेस था एक प्रक्रिया के लिए इसे दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया था एक था उपयोगकर्ता स्थान एक निश्चित मेमोरी स्थान तक और उस मेमोरी स्थान से परे बाद कर्नेल स्थान था इसलिए उदाहरण के लिए 32 बिट लिनक्स सिस्टम में यह सीमा शून्य स्थान पर थी जिसके बाद सात शून्य थे इस स्थान के नीचे एक उपयोगकर्ता स्थान था और इस स्थान के ऊपर कर्नेल स्थान था अब मेल्टडाउन हमला काम करता है क्योंकि एक उपयोगकर्ता स्पेस प्रोग्राम कार्यक्रम प्रोसेसर से व्यवहार के सट्टाspeculative beahvior स्पेक्युलेटिव बिहेवियर का फायदाexploit एक्सप्लोइट उठा सकता है कर्नेल स्थान की सामग्री को पढ़ने में सक्षम होने के काम के लिए काउंटरमेशर्स जिसे केपीटीआई कर्नेल पृष्ठ तालिका अलगावkernel page table isolation कर्नल पेज टेबल आइसोलेशन के रूप में जाना जाता था या जाना जाता है जहां वास्तव में दो सेट होते हैं एक पेज टेबल के बारे में जाना जाता है जो उपयोगकर्ता मोड पर सक्रिय था कर्नेल मोड में दूसरा ऐसा था जिसके उपयोग में पूरा पेज टेबल कर्नल कोड को मैप नहीं किया गया था किंतु कर्नेल कोड के लिए एक छोटा सा स्टब मौजूद था इसलिए जब भी यूजर स्पेस प्रोग्राम किसी सिस्टम कॉल का आह्वान करता है तो वह सबसे पहले इस कर्नेल स्पेस में फंस जाता है जो फिर कर्नेल मोड में और शिफ्ट हो जाएगा और सिस्टम से लौटने पर इसी तरह से पूरे कर्नेल स्पेस को इस क्षेत्र में मैप कर देगा कि वर्चुअल स्पेस वापस चला जाएगा इस उपयोगकर्ता मोड में अब अगर एक मेल्टडाउन प्रकार का हमला वास्तव में उपयोग किया गया था तो इसे उपयोगकर्ता स्थान से किया जाना चाहिए और इसलिए वास्तव में कर्नेल स्पेस मेमोरी के किसी भी अंश को पढ़ने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि वह कर्नेल स्पेस मेमोरी को इस विशेष मोड में मैप नहीं करता है अन्य तकनीक जहां स्पेक्टर के पहले संस्करण के लिए सुझाव दिया गया था कंपाइलर पैच थे जो अवरोध को रोकने के लिए LFENCE निर्देश जैसे अवरोधों का उपयोग करता है इसलिए LFENCE निर्देश को X86 प्रोसेसर द्वारा समर्थित किया जाता है जो क्रमिक निष्पादन करता है इसलिए LFENCE अनुदेश इसलिए उस अनुदेश से परे किसी भी अटकलें को रोका जाएगा वैरिएंट 2 अटैक को रोकने के लिए हमें ब्रांच प्रेडिक्ट यूनिट में अलग अलग ब्रांच टारगेट बफर्स मौजूद होने चाहिए प्रत्येक शाखा लक्ष्य बफ़र एकल प्रक्रिया को पूरा करेगा उदाहरण के लिए अगर हमारे पास हाइपरथ्रेड समर्थित एक प्रोसेसर था साथ ही एसएमटी थ्रेड्स को गुणा करना तो दो अलग अलग बीटीबी होंगे जो कि मौजूद हैं इसलिए यह मतलब होगा कि स्पेक्टर वेरिएंट 2 काम नहीं करेगा क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया या प्रत्येक थ्रेड जो एक साथ चल रहा है वह अपने स्वयं के BTB का उपयोग कर रहा होगा और इसलिए उन हमलों में जहां एक थ्रेड में एक भविष्यवाणी दूसरे थ्रेड में सट्टा निष्पादन को प्रभावित करती है ऐसा नहीं होगा धन्यवाद